बस आपको एक और कार्यक्षमता दिखाने के लिए जिसे नियंत्रण स्रोतों का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है हम विचार करें कि किसी तत्व के मूल्य को कैसे बढ़ाया जाए और इस मामले में मैं एक संधारित्र ले लूंगा उदाहरण के लिए लेकिन आप समान रूप से किसी अन्य तत्व का उपयोग कर सकते हैं तो मान लीजिए कि मैं एक संधारित्र C के पार एक वोल्टेज स्रोत V को जोड़ता हूं और यह एक करंट C खींचता है C बार समय व्युत्पन्न V के अब मेरे पास विभिन्न प्रकार के नियंत्रण स्रोत हैं लेकिन अभी के लिए एक एक करंट नियंत्रित करंट स्रोत पर विचार करते हैं मान लीजिए कि यह Ix है और यह कुछ kIx है अब मान लें कि मैं इन दो टर्मिनल्स के बीच की विशेषताओं को किसी तरह से बदलना चाहता हूं I को स्केल करना चाहता हूँ मैं जो कर सकता हूं वह निम्नलिखित है मैं संधारित्र के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट को समझूंगा करंट नियंत्रित करंट स्रोत की इनपुट शाखा का उपयोग करके अब आप देखते हैं कि संधारित्र के संबंध में कुछ भी बिल्कुल नहीं बदला है संधारित्र में वोल्टेज अभी भी V है क्योंकि यह हिस्सा एक शार्ट सर्किट है यह सिर्फ एक तार है तो संधारित्र के पार वोल्टेज अभी भी V है इसलिए संधारित्र के माध्यम से धारा अभी भी C dVdtहै अब यदि आप करंट नियंत्रित करंट स्रोत के माध्यम से धारा को देखते हैं तो यह kCdVdt है अब मुझे एक काम करने दें मुझे करंट कंट्रोल लेने दें और साथ में वोल्टेज स्रोत भी कनेक्ट करें जो संधारित्र चला रहा है स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि वोल्टेज स्रोत से खींची गई धारा k 1CdVdt होगी हमारे पास CdVdt है इस तार में और kCdVdtउस तार में है तो खींची गई कुल धारा k 1CdVdtहै अब मैं फिर से पूरे सर्किट को एक बक्से में बंद कर देता हूं और केवल इन दो टर्मिनल्स देखता हूं मेरे पास क्या है यह कहता है कि अगर मैं इस पूरे बक्से को वोल्टेज V से जोड़ता हूं इसे समाहित करते हुए यह एक करंट k 1CdVdt खींचता है तो इसका मतलब है कि यहां यह पूरे बक्से का मान k प्लस 1 गुना C की कैपेसिटेंस जैसा दिखता है तो मेरा क्या मतलब है यह ऐसा दिखता है अगर मैंने तुम्हें दो बक्से दिए जिनमें से एक कैपेसिटेंस C और इस तरह से जुड़े मूल्य के करंट नियंत्रित करंट स्रोत और एक अन्य बक्सा जिसमें वास्तव में कैपेसिटेंस का मूल्य है k 1 × C आपके पास कोई रास्ता नहीं है दोनों के बीच अंतर करने का और हम यह इन दो टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज और करंट को मापकर नहीं बता सकते हैं कौन सा है और सामान्य रूप से समकक्ष सर्किट का यही अर्थ है तो आपके पास यहां बहुत जटिल सर्किटरी वाला एक बक्सा हो सकता है लेकिन मान लें कि जिन टर्मिनलों पर आप वोल्टेज और करंट को मापते हैं और V बराबर I गुना कुछ के संबंध के साथ आते हैं और आप जानते हैं कि वह रिश्ता एक प्रतिरोधक का होता है तो यह बक्से के भीतर पूरे जटिल सर्किट को दूसरे बक्से से अलग नहीं किया जा सकता है जो उस मान का एकल प्रतिरोधक होता है तो बक्सा खोले बिना आप यह नहीं बता सकते कि अंदर क्या है जहां तक टर्मिनल विशेषता का संबंध है यह सिर्फ एक रेसिस्टर है इसी तरह इस विशेष मामले में जहां तक टर्मिनल विशेषताओं का संबंध है यह बस एक संधारित्र है तो अब इस प्रकार के तत्व की स्केलिंग को वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत का उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है इसका एक उदाहरण जो काफी सर्किट में लोकप्रिय है मैं उसे यहां दिखाऊंगा इसकी बहुत चर्चा किये बिना तो मान लें कि हमारे पास वोल्टेज नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है जिसका स्केलिंग कारक k है अब मैं कुछ काम करता हूँ मैं इन दोनों भागों को आपस में जोड़ता हूँ और मुझे इन दोनों के बीच एक प्रतिरोध R जोड़ता हूँ अब मैं इस पूरे भाग को एक बक्से के भीतर संलग्न करता हूं और मुझे जिस चीज में दिलचस्पी है वह है इन दो टर्मिनल्स के बीच की समान विशेषता का पता लगाना अब इन दो टर्मिनल्स के बीच की विशेषता खोजने से मेरा क्या मतलब है जिसका पहले उल्लेख किया है आपके पास एक बक्सा हैं जिसमें दो टर्मिनल्स हैं और आपको क्या करना है करंट वोल्टेज संबंध निर्धारित करें जहां करंट और वोल्टेज को मापा जाता है इन दो टर्मिनल्स के बीच तो समतुल्य व्यवहार या समतुल्य सर्किट को खोजने का यही अर्थ है और इसी तरह और ऐसा करने का तरीका है आप या तो वोल्टेज स्रोत V लागू करते हैं और वैकल्पिक रूप से करंट I निर्धारित करें आप करंट स्रोत I को भी लागू कर सकते हैं और V निर्धारित कर सकते हैं ये दोनों संभव हैं इनमें से कुछ कुछ संदर्भ में अधिक सुविधाजनक हैं लेकिन दोनों पूरी तरह से समान हैं आप एक बार ऐसा करेंगे आप V और I के बीच के संबंध को जानेंगे और आप बता पाएंगे कि समकक्ष सर्किट क्या है अब इस विशेष मामले के लिए मैं एक वोल्टेज V लागू करता हूं क्योंकि यह Vx किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoff's Voltage law द्वारा V के बराबर है इसका बहुत ही सरल अनुप्रयोग इस पर वोल्टेज kV है लेकिन किरचॉफ के वोल्टेज नियम द्वारा फिर से इस ध्रुवता में रेसिस्टर के पार वोल्टेज V kV है तो स्रोत से खींचा गया करंट रेसिस्टर से प्रवाह होने वाले करंट के बराबर होगा जो यह वोल्टेज है प्रतिरोध मान से विभाजित किया जाता है तो यह V गुना 1 घटा k विभाजित है R द्वारा और आप ओम के नियम ohm's law से जानते हैं कि जो कुछ भी V को गुणा कर रहा है वह चालकता है इन दो टर्मिनल्स के बीच तो इन दोनों के बीच यह निर्धारित करता है कि यह चालकता जैसा दिखता है जिसका मूल्य 1 kRहै और प्रतिरोध का मान R1 k है तो आप कर सकते हैं यदि आपके पास भौतिक रेसिस्टर है तो उसके अंत को इस तरह वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत के साथ जोड़कर आप इसे वॉल्यूम में बदल सकते हैं आप यह भी देख सकते हैं कि क्या होता है यह यदि k 0 से छोटा है तो मैं इसे प्रभावी प्रतिरोध Reffective कहूँगा और R प्रभावी प्रतिरोध Reffective से छोटा होगा और यदि 0 और 1 के बीच का मामला हो तो Reffective अधिक होगा R से और यदि k 1 Reffective प्रभावी प्रतिरोध अनंत होगा इसका मतलब है कि यह खुले सर्किट की तरह दिखता है यदि k 1 हो तो इसका क्या अर्थ है यह वोल्टेज बिल्कुल उस वोल्टेज के समान है R के आर पार वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है प्रतिरोध होने पर भी यह कोई करंट नहीं खींचता है क्योंकि इसके आर पार वोल्टेज 0 है और अंत में यदि k एक से अधिक है तो Reffective नकारात्मक बन जाएगा तो आप एक रेसिस्टर ले सकते हैं जिससे यह दिख सके कि यह छोटा है इसे बड़ा दिखने जैसा बनाएं इसे एक खुले सर्किट की तरह भी बना सकते हैं या आप इसे नकारात्मक प्रतिरोध की तरह भी बना सकते हैं तो ये सभी इस बिंदु पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं हैं लेकिन संभावनाओं को स्पष्ट करते हैं लेकिन बाद में जब आप सक्रिय सर्किट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इनमें से कुछ अवधारणाओं को वास्तव में व्यावहारिक सर्किट में उपयोग किया जाता है कभी कभी आपको इसकी आवश्यकता होगी इसके लिए रेसिस्टर के मूल्य की आवश्यकता के विभिन्न कारण हैं और इन चीजों का उपयोग किया जाता है तो यह नियंत्रण स्रोतों की सारांश उपयोगिता में है इनका उपयोग जटिल परिपथों को सरल मॉडल में मॉडलिंग और अमूर्त करने के लिए किया जाता है साथ ही विदेशी कार्यों के संश्लेषण के लिए